कार्य वास्तव में कैसे काम करते हैं तो जिस तरह से वे काम करते हैं वह यह है कि कुछ कार्य पंक्ति कहा जाता है जिसे बनाए रखा जाता है सही और प्रत्येक समय जब आप एक नया कार्य बनाते हैंसही है आप कहते हैं एक नया कार्य पंक्ति में जुड़ जाता है सही एक कतार बनाए रखी जाती है और कार्य इस कतार में जुड़ते रहते हैं जब भी कोई थ्रेड अपने मौजूदा कार्य को पूरा करता है या उसके पास कुछ काम करने का समय होता है तो वह मूल रूप से इस कतार से एक कार्य चुनता है और उसे निष्पादित करता है इसलिए जब और जैसे ही काम बनता है तो कार्य को कार्य कतार में जोड़ा जाता रहता है और जब और थ्रेड उपलब्ध होते हैं तो वे कार्य कतार से कार्य को उठाते हैं और कोड के उस टुकड़े को निष्पादित करते हैं छात्र यदि हमारे पास कोई कार्य नहीं है तो भी कोडके इस ब्लॉक को थ्रेड स्पान करने जा रहा है यदि हम ' pragma omp task' ना कहें छात्र हां नहीं वे स्पान करने नहीं जा रहे हैं वे केवल अभी निष्पादन करने जा रहे हैं इसलिए थ्रेड 0 जो 0 से 99 तक की गणना कर रहा है उसने इस कोड के हिस्से को अभी अभी निष्पादित किया है इसलिए यहां आपने एक प्रिंट 'Task computing Sum 0 to 99 from 0 of 4' देख चुके हैं4 के 3 से नहीं सही छात्र लेकिन थ्रेड 0 कार्य को स्वयं चला सकता था मेरा संदेह यह है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया तो यह आपके नियंत्रण में नहीं है कि वह कार्य कब चलने वाला है लेकिन यहां क्या हो रहा है कि थ्रेड 0 ने एक कार्य बनाया है सहीइसने इसे कार्य कतार में रखा हैलेकिन थ्रेड 0 को यह पता चलता है कि इसे निष्पादित करने के लिए फॉर लूप का एक और इटरेशन है वह फ्री नहीं हैयह अपने काम को निष्पादन करना जारी रखता है हो सकता है इस बीचथ्रेड 3 मुक्त हो गया है और इसने कार्य कतार से उस काम को उठाया है छात्र तो हम क्यों कह रहे हैं कि थ्रेड 0 को वापस जाना है और दूसरे इटरेशन के लिए फॉर लूपका निष्पादन करना है यह शेड्यूलिंग प्रणाली पर निर्भर करता है सही याद रखें एक 'शेड्यूल' क्लॉज 'schedule' clause था चाहे आप स्टेटिकली या डायनामिकली शेड्यूल कर रहे हों ठीक है इसलिए यहां डिफ़ॉल्ट शेड्यूल स्टैटिक'schedule static' है डिफ़ॉल्ट व्यवहार जब आप शेड्यूल निर्दिष्ट नहीं करते हैं तो स्टैटिक होता है तो इसने क्या किया है इसने इन 6 इटरेशन को 4 थ्रेड्स पर पूर्व आवंटित किया है तो जिस तरह से यह है यह 6 को 4 से विभाजित करता है अनिवार्य रूप से 64 की सीलिंग अतः वही है 2 तो यह सभी थ्रेड्स को दो इटरेशनदेगा और अंतिम कुछ थ्रेड्स को केवल एक इटरेशनदेगा बस थ्रेड्स के बीच समान रूप से विभाजित करें यही वह कर रहा है तो थ्रेड 0 को करने के लिए 2 इटरेशन मिले हैं सही है अगर मैंने 'डायनेमिक"dynamic'कहा होता तो यह कुछ और हो सकता था मुझे नहीं पता छात्र क्या यह ' pragma omp task' अन्य थ्रेड्स द्वारा भी निष्पादित किया जाएगा तो याद रखें कई थ्रेड्स हैं जो इस कोड को निष्पादित कर रहे हैं एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास एक लिंक्ड लिस्ट है मुझे लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कुछ प्रोसेसिंग करना होगा ठीक है तो मैं इसके लिए कोड कैसे लिखूं एक ओपनएमपी कोड मैं अलग अलग थ्रेड्सthreads के बीच उस काम को वितरित करना चाहता हूं आइए हम कहते हैं कि प्रत्येक नोड एक मैट्रिक्स का भंडारण कर रहा है और मैं उस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम की गणना करना चाहता हूं इसलिए प्रत्येक नोड के लिए मुझे बहुत काम करना है लेकिन प्रत्येक नोड का काम स्वतंत्र है एक नोड पर संग्रहीत मैट्रिक्स का दूसरे नोड पर संग्रहीत मैट्रिक्स के साथ कुछ भी नहीं करना है तो मैं इस काम को ओपनएमपी थ्रेड्स के बीच कैसे बांटूं छात्र या तो हम एक बार में एक नोड की गणना करते हैं और अगले नोड पर जाते हैं या हमें सभी नोड के पते की आवश्यकता होती है इसलिए मुझे इस तरह की लिंक्ड लिस्ट को पहले ऐरे में बदलने की जरूरत है सही हो सकता है कि लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट के प्वाइंटर्स को एक ऐरे में स्टोर करें और फिर मैं फॉर लूप चला सकता हूं और उसे ओपनएमपी थ्रेड्स के बीच विभाजित कर सकता हूं यह करने का एक तरीका है लेकिन कार्यों का उपयोग करके आप इसे बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं ठीक है आप को क्या करना है यहां बताया गया है तो आप कहते हैं कि ' pragma omp parallel' इस समय क्या होता है अतः चार थ्रेड्स या जितने भी थ्रेड्स प्रक्षेपित होते हैं अब इस कोड के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं मैं ' pragma omp single' कहने जा रहा हूं ' pragma omp single' क्या करता है केवल एक थ्रेड् कोड के इस टुकड़े को निष्पादित करेगाठीक है तो अब यह कोड का टुकड़ा क्या है मैं लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा 'forptr head ptr NULL ptr ptr next' तो मैं वहाँ पर बहुत सारी धारणाएँ बना रहा हूँ सही हैमैंने आपके लिए डाटा स्ट्रक्चर् को परिभाषित नहीं किया है लेकिन मैं यह मान रहा हूं कि आप सभी ने लिंक्ड लिस्ट के साथ काम कर चुके हैं तो यह यहां कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए सही है तो अब आप हेड से शुरू करिए तो हेड क्या है हेड है हम कहते हैं कुछ यहाँ पर परिभाषित है सही है 'struct node head' यह लिंक्ड लिस्ट का हेड है सही है तो मैं क्या कहता हूं'forptr head ptr NULL ptr ptr next' यह मेरा फॉर लूप है मैं इस फॉर लूप के अंदर क्या करूंगा मैंने एक कार्य बनाया ठीक है मैं कहता हूं ' pragma omp task' मैं एक संरचित ब्लॉक दे सकता हूं या यदि केवल एक बयान है तो मुझे कोष्ठक रखने की भी जरूरत नहीं हैसही है मैं बिना कोष्ठक के भी कर सकता हूं तो इस मामले में मैं बस कहूंगा 'compute inverse' और मैं 'ptr matrix' पास करूंगा शायद मैट्रिक्स डेटा का प्वाइंटर है तो अब क्या होने जा रहा है जब मैंने ' pragma omp parallel' को हिट किया उस समय 4 थ्रेड्स स्पोन हुए सही मेरा मतलब है मैं मान रहा हूं कि omp num threads 4 है तो 3 और थ्रेड्स स्पोन हुए कुल आपके पास चार थ्रेड्स हैं अब थ्रेड्स में से एक ' pragma omp single' के अंदर चला जाता है और पूरे लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्सकरता है और लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक एलिमेंट के लिए यह एक कार्य बनाता है बाकी के 3 थ्रेड्स क्या कर रहे हैं वे कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए वे कार्यों को चुनना शुरू कर रहे हैं और निष्पादित करना शुरू कर रहे हैं ठीक है और एक बार यह थ्रेड् हम कहते हैंथ्रेड् नंबर एक इसे निष्पादित कर रहा हैएक बार जब यह थ्रेड् फॉर लूप का निष्पादन खत्म कर देता है यह भी उनके साथ जुड़ने चला जाता है और कार्यों को चुनना शुरू करता है और कार्य करता है यह काम बनाने का एक बेहद सुविधाजनक तरीका है तो यह आपको कई बार परेशानियों से बचाता है अपने आप को यह पता लगाने की कोशिश में कि कौन सा थ्रेड् कौन सा काम करेगा मैं इसे कैसे विभाजित करने वाला हूं सही है यह आपको उस मुसीबत से मुक्त करता है जब भी आपको कोई काम का टुकड़ा मिलेएक कार्य बनाएँ बेशक कुछ चुनौतियाँ हैं अगर निर्भरताएँ हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा ठीक हैक्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कार्य कैसे निष्पादित होने जा रहे हैं आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि जो कार्य पहले बनाया गया है वह पहले निष्पादित होने वाला है नहीं क्या यह पहले शुरू होने जा रहा है क्या यह पहले खत्म होने जा रहा है कुछ भी नहीं ये सभी कार्य कोड के स्वतंत्र टुकड़े हैं जो किसी समय में निष्पादित हो जाएंगे आपको पता नहीं है कि वे कब होंगे इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप कार्य को कहां प्रस्तुत करते हैं ठीक है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये कोड के स्वतंत्र टुकड़े हैं छात्र क्या यह केवल तभी लाभकारी होगा जब दूसरे थ्रेड्स के लिए करने को कुछ न हो जैसा कि हम ' pragma omp single' का उपयोग कर रहे हैं हाँ लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा मैंने पहले किया था एक सही मैंने यहाँ क्या किया ऐरे के इस योग में कार्यों को बनाने और उस लिंक्ड लिस्ट में कार्यों के निर्माण के बीच क्या अंतर है दोनों के बीच क्या अंतर है अतः केवल एक थ्रेड्कार्य का निर्माण कर रहा था कार्यों का निर्माण कर रहा थायहां कई थ्रेड्स कार्य का निर्माण कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है यह सिर्फ इतना है कि बहुत बार हम पाते हैं कि यह सुविधाजनक है जैसे लिंक्ड लिस्ट के मामले में कई थ्रेड्स भी कार्य नहीं बना सकते हैं सही है क्योंकि आपको लिंक्ड लिस्ट को क्रमिक रूप से ट्रैवर्स करना है कोई अन्य विकल्प नहीं है लेकिन एक ऐरे के मामले में मेरे पास वह लचीलापन था जिससे मेरे पास कई थ्रेड्स है जो कार्य बना सकते हैं इसलिए मैंने कई थ्रेड्स को कार्य बनाने के लिए लगा दिया है तो आप यहां पर अटक न जाएंआप जानते हैं कि मैं इसे एक थ्रेड् या कई थ्रेड्ससे बनाना चाहता हूं दोनों तरीके ठीक हैं कोई भी थ्रेड् किसी भी समय काम बना सकता है एक कार्य बना सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी थ्रेड् उस कार्य का निष्पादन कर सकता है छात्र यहां हम एक थ्रेड के लिए निर्धारित शुरुआत और अंत की सीमा लगा रहे हैं लेकिन अगर कार्य समान है नहीं नहीं कार्य समान है से आपका क्या मतलब है कार्य समान जैसा कुछ भी नहीं है देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यहां यह है कि कार्य समान नहीं है क्योंकि उनमें से प्रत्येक विभिन्न टुकड़ों पर काम कर रहे हैं छात्र टुकड़ा सही है छात्र हां यदि वे समान टुकड़े पर काम कर रहे हैं छात्र हां वे दो विभिन्न कार्य की तरह होंगे जो एक समान काम कर रहे हैंलेकिन वे उस कार्य के दो इंस्टानसेस होंगे छात्र वे दो होंगे कार्य के दो इंस्टानसेस यदि थ्रेड जीरो और थ्रेड वन दोनों एक ही भाग ओपनएमपी पर सम की गणना करने का निर्णय लेते हैं या रन टाइम अब आपके लिए यह पता लगाने जा रहा है कि आप जानते हैं आप ऐसा कुछ कर रहे हैंउनके लिए यह सिर्फ एक कार्य है एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप केवल समानांतर क्षेत्र के अंदर कार्य बना सकते हैंसही हैसमानांतर क्षेत्र के बाहर कार्य बनाने का कोई मतलब नहीं है आपको कार्य बनाने के लिए कई थ्रेड्स निष्पादित करने होंगे छात्र इसलिए अगर मेरे पास बहुत काम है तो मैं कार्य नहीं बना सकता हूं और फिर एक समानांतर क्षेत्र शुरू कर सकता हूं नहीं यह वह तरीका नहीं है जिससे यह काम करता है सही है आप एक समानांतर क्षेत्र शुरू करते हैं आपके पास कई थ्रेड्स हैं और फिर आप कार्य बनाना शुरू करते हैं छात्र तो थ्रेड्स को समान काम करना चाहिए यदि मैं अलग अलग चीजें करना चाहता हूं तो प्रत्येक के पास अपना समानांतर काम होना चाहिए कार्य सिर्फ जाने का रास्ता नहीं है नहीं यह आवश्यक नहीं है मैं कोड के अंदर कुछ भी लिख सकता हूं ठीक है छात्र लेकिन टास्क कोड का केवल एक टुकड़ा होगा हाँ लेकिन यह एक कोड है और कोड मैं एक कोड में कुछ भी लिख सकता हूं इसलिए इस मायने में मैं उनसे अलग चीजें करने के लिए कह सकता था कोई फर्क नहीं पड़ता एक थ्रेड्एक भाज्य की गणना कर सकता है दूसरा मैट्रिक्स के व्युत्क्रम की गणना कर सकता है यह मेरे ऊपर है मैं कोड लिख सकता हूं यह सिर्फ इतना है कि आम तौर पर वह नहीं है जो आप करते हैं सही है आम तौर पर आपके पास कुछ इसी तरह का काम होता है